पिछले व्याख्यान में हमने कणों के रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पर विचार किया जो बाईं ओर से V0 की ऊंचाई के बैरियर तक आ रहे थे और दिखाया कि ऐसे कण होंगे जो परावर्तित होंगे इस बात की संभावना है कि कण उस क्षेत्र में पाए जा सकते हैं जहां वे परम्परागत रूप से प्रवेश नहीं कर सकते और हमने यह भी दिखाया कि एनर्जी के लिए V0 से अधिक कण गुजर सकते हैं और अभी भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं पहले मामले में मैंने आपको यह सोचने के लिए भी प्रेरित किया कि अगर मैं इस बैरियर को पतला कर दूं इसका मतलब है यह अनंत तक नहीं जाता है लेकिन मैं इसे सीमित चौड़ाई का बना देता हूं और क्षमता फिर से 0 हो जाती है तो यह V0 है और बीच में एक ऊंचाई V0 है और इसकी चौड़ाई एक है तो जो कण आ रहे हैं वे तरंग फ़ंक्शन में वापस जा रहे हैं क्षेत्र में बीच में तरंग फ़ंक्शन नीचे गिर सकता है लेकिन अब चूंकि यह दूसरी सीमा पर परिमित है और तरंग फ़ंक्शन को दूसरी तरफ निरंतर होना है यह दूसरी तरफ 0 नहीं होगा तो क्या होगा कि कण अंदर आ जाएगा मैं इस तस्वीर को फिर से परावर्तित करने के लिए बनाऊंगा लेकिन इसकी एक सीमित संभावना है कि इसके माध्यम से जाना होगा अब चूंकि तरंग फ़ंक्शन का डीके तब होता है जब आप दाईं ओर जाते हैं यह तरंग फ़ंक्शन जब यह x a पर सीमा के पार निरंतर हो जाता है तो चौड़ाई शुरू करने के लिए छोटा होगा लेकिन शून्य नहीं होगा और इसलिए एक छोटी संभावना है कि कण बैरियर के माध्यम से चला जाता है जो विशुद्ध रूप से गैर परम्परागत प्रभाव है परम्परागत रूप से कण वापस चला जाएगा यह प्रवेश नहीं कर सकता है लेकिन यहां भले ही एनर्जी कम हो तो जैसे ही कण अचानक आ रहा है आप पाएंगे कि कभी कभी दाहिनी ओर पाया जाता है और इसे फेनोमेना ऑफ़ टनलिंग के रूप में जाना जाता है यह ऐसा है जैसे कण बैरियर के माध्यम से सुरंग बना चुका है तो हम इस व्याख्यान में इस घटना का अध्ययन करेंगे इससे पहले मैं सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कभी कभी एक छात्र यह पूछता है कि पहले मैंने आपको बताया था कि यदि क्षमता सिमेट्रिक है तो तरंग फ़ंक्शन सिमेट्रिक है इसलिए अगर मैं बैरियर को x0 के बारे में सिमेट्रिक मानता हूं तो यह a2 यह a2 है मैं केवल यह कैसे कह रहा हूं कि कण वापस जाने में आ रहा है और फिर दाईं ओर जा रहा है और तरंग फ़ंक्शन सिमेट्रिक नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने बाउंड्री कंडीशंस को सिमेट्रिक नहीं बनाया है हम बायीं ओर से आने वाले कणों पर विचार कर रहे हैं लेकिन दाईं ओर कोई समरूपता नहीं है कि शुरू में हमने किसी कण को बाईं ओर आने पर विचार नहीं किया अगर हमने पूरी चीज स्थिर बना ली है तो तरंग फ़ंक्शन सिमेट्रिक होगा दाएं से आने वाले कणों की समान संख्या होगी बाएं से आने वाले कणों की समान संख्या होगी और फिर वे सुरंग में होंगे लेकिन हम एक सिमेट्रिक समस्या ले रहे हैं शुरुआत से ही एक सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशंस और इसलिए समस्या का समाधान अब समरूपता नहीं है तो हमारे पास ऊंचाई V0 की यह बैरियर है और फिर से समाधान की सुविधा के लिए मैं बैरियर के एक छोर पर x 0 पर वापस स्थानांतरित हो जाऊंगा और दूसरी ओर x a पर होगा कुछ एनर्जी E के साथ V 0 से कम एनर्जी के साथ बाईं ओर से आने वाले कण हैं और इसलिए बाउंड्री कंडीशंस से कुछ रिफ्लेक्शन होगा यहां कुछ समाधान होगा और फिर कुछ ट्रांसमिशन होगा तो हम बाईं ओर तरंग फ़ंक्शन लिखते हैं मेरे पास AeikxB e ikx होने वाला है मैं एक मिनट में परिभाषित करूंगा कि k x बीच में क्या है यहाँ मेरे पास C eαxD e αx होगा और दाईं ओर मैं फिर से कुछ समाधान करने जा रहा हूँ E eikx k और α श्रोडिंगर एक्वेशन Schrödinger equation के समाधान से आते हैं और हमने इसे बार बार किया है इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा हूं और सीधे लिखता हूं कि k2mE2 E निश्चित रूप से 0 से बड़ा है और α2m2 V0 E0 तो आपको तीन क्षेत्रों में एक समाधान मिला है केवल एक चीज जो मुझे अब करनी है वह है बाउंड्री कंडीशंस का मिलान तो x0 पर मेरे पास ABCD होने वाला है यह ψ निरंतर होने से आता है और मेरे पास ikA Bα होगा और यह निरंतर होने से आता है और फिर xa पर मेरे पास C eαaD e αaE eika होने जा रहा है यह फिर से निरंतर होने से आता है और मेरे पास C eαa D e αaik E eika होगा और यह निरंतर होने से आता है तो मेरे पास चार समीकरण हैं और पांच अज्ञात हैं जिनकी मुझे दिलचस्पी है वे हैं BA CA DA और वास्तव में अगर मैं केवल ट्रांसमिशन संभावना की तलाश कर रहा हूं तो मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और अंत में मुझे EA में दिलचस्पी है जो मुझे ट्रांसमिशन की संभावना देता है तो हम इन सभी सीमा शर्तों का मिलान कर सकते हैं और उन उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं और जो आपको अंत में मिलता है वह है EA2vv क्योंकि दोनों तरफ वेग समान है e 2ka के समानुपाती निकलता है इसलिए जैसे जैसे संभावना बढ़ती जाती है फिर भी एक गैर शून्य संभावना होती है कि कण सुरंगों से होकर गुजरता है तो यह टनलिंग संभावना है मैं आपको असाइनमेंट में यह ठीक ठीक गणना करने की समस्या दूंगा इस व्याख्यान में मैं जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह यह है कि विभिन्न सबएटोमिक इवेंट्स को समझाने में इस घटना का उपयोग कैसे किया जाता है तो एक बार इसका उपयोग करने के बाद α डीके की व्याख्या करना है मैं इस पर मात्रात्मक नहीं जा रहा हूं मैं केवल गुणात्मक रूप से इसका वर्णन करूंगा α डीके में जो देखा जाता है वह यह है कि α कण समान एनर्जी के साथ निकलते हैं नंबर 1 नंबर 2 कणों की एनर्जी Ze24π0Rnucleus से कम है तो वे कैसे आते हैं इसे मैं थोड़ा और विस्तार से समझाता हूं तो मान लीजिए कि कोई नाभिक है जिसमें ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं और चार्ज Z है अगर मैं दूर से एक पॉजिटिव चार्ज कण लाता हूं तो यह एक कूलम्बिक पोटेंशियल है जो नाभिक त्रिज्या पर ऊंचाई Ze24π0Rnucleus हो जाती है और जो देखा जाता है वह यह है कि ये α कण उससे बहुत कम एनर्जी पर आते हैं तो वे चौड़ाई पर कैसे चढ़े तो यह एक रहस्य था और जिस तरह से इसे समझाया गया वह सुरंग के माध्यम से था लोगों ने जो प्रस्तावित किया वह यह है कि नाभिक के अंदर α कण पहले से ही 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के रूप में हो सकता है और जब वे नाभिक की दीवार से टकराते हैं तो वे सुरंग बना सकते हैं और इसलिए वे एक ही एनर्जी के साथ बाहर आते हैं और वे बैरियर तक नहीं जा सकते हैं और यदि वे आते हैं तो नीचे आ जाते हैं तो एनर्जी बैरियर ऊंचाई से बड़ी होगी लेकिन एनर्जी कम है इसका मतलब है कि वे वास्तव में बैरियर पर नहीं चढ़ रहे हैं और पूरी तरह से सुरंग बनाकर नीचे आ रहे हैं और फिर कोई इस टनलिंग प्रायिकता की गणना कर सकता है और इसे अल्फा कण डीके के माध्यम से परमाणु के डीके से संबंधित कर सकता है और जो घटता है तो टनलिंग फेनोमेना ने समझाया एक नाभिक से निकलने वाला कण बैरियर ऊंचाई से बहुत कम एनर्जी के साथ निकलता है नंबर 2 और हाल ही में पिछले 30 40 वर्षों में टनलिंग का उपयोग स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप नामक कुछ बनाने के लिए भी किया गया है जो वास्तव में आपको बताता है कि हमारी सतह पर एक सतह खुरदरापन कैसे है तो विचार फिर से है कि आप एक टिप एक छोटी सी टिप लें और इसे उस सतह पर ले जाएं जिसे आप मैप या स्कैन करना चाहते हैं अब जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि टनलिंग प्रायिकता e 2ka के समानुपाती होती है इसलिए यदि सतह के खुरदरेपन के आधार पर ये इलेक्ट्रॉन अंदर हैं क्योंकि सुई इस सतह से गुजर रही है तो सतह को ऊपर उठाए जाने पर और सतह के नीचे होने पर कम प्रवाह होगा और इसलिए इसमें करंट अगर मापा जाता है तो ऊपर और नीचे जा रहा होगा और फिर इसका इस्तेमाल सतह की खुरदरापन को मैप करने के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग परमाणु स्तर की सतह में खुरदरापन देखने के लिए किया गया है तीसरी घटना को क्षेत्र प्रेरित आयोनाइज़ेशन के रूप में जाना जाता है तो एक धातु की सतह पर विचार करें और ये इलेक्ट्रॉन अंदर हैं अगर मैं एक मजबूत क्षेत्र E लागू करता हूं तो यह इस सतह के सामने पहने हुए संभावित V बनाता है और अब इलेक्ट्रॉन इस अवरोध के माध्यम से सुरंग बना सकते हैं क्षेत्र जितना बड़ा होगा V का ढाल उतना ही अधिक होगा और इसलिए बैरियर उतना ही पतला होगा तो जितना अधिक महसूस होता है कि अधिक इलेक्ट्रॉन सुरंग बना सकते हैं और इसे फ़ील्ड इन्दूस्ड आयोनाइज़ेशन के रूप में जाना जाता है तो ये 3 घटनाएं हैं जो आपको दिखाती हैं कि टनलिंग होती है और टनलिंग आयोनाइज़ेशन टनलिंग प्रायिकता के माध्यम से जो भी गणना की जाती है वह हमारे द्वारा मापी गई चीजों से मेल खाती है और इसलिए विशुद्ध रूप से क्वांटम मैकेनिकल ओरिजिन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इसलिए मैं इस व्याख्यान को समाप्त कर दूंगा जो बहुत छोटा है कि कण सीमित चौड़ाई के अवरोध के माध्यम से सुरंग बना सकते हैं लेकिन कण की एनर्जी से अधिक ऊंचाई और इसका उपयोग α कण डीके की व्याख्या करने के लिए और टनलिंग माइक्रोस्कोप में स्कैन करने के लिए इसे फ़ील्ड आयोनाइज़ेशन आदि में उपयोग करने के लिए किया गया है